शुभप्रभात मित्रों आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पूर्व पठित एवं चर्चित बातों को आत्मसात् किया जाए और उसमे नवीन बातों को जोड़ा जाए मेरे एक छात्र ने सचमुच शिकायत की कि लगता है हम फ्लाइट मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं मैं इस कथन में कुछ भी गलत नहीं देखता हूँ जब हम डिज़ाइन के पहलूओं को सीख रहे हैं तो पहले हमें दृष्टिकोण को समझना होगा आप कैसे एक फार्मूला के अधिक व्यवहार के बिना मात्र भौतिक समझ और सांख्यिकी के द्वारा एक वैचारिक डिज़ाइन कर सकते हैं अब मान लें कि एयरक्राफ़्ट में इंजन है आपको इंजन से बातें करनी होंगी एयरक्राफ़्ट के विभिन्न प्रकार के इंजन होते हैं प्रोपेलर से लेकर जेट इंजन तक आप बात करते हैं प्रवेश की इसमें फुसेलगे है विंग्स संरचनाऐं हैं इसका एक खाका है केविन का खाका और यात्री जो उसमे बैठेंगे लैंडिंग गियर्स इत्यादि कई चीजें और इनमे से हर एक को विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है परन्तु पहले स्तर के पाठ्यक्रम में हम प्रयास कर रहे हैं वायु यान डिज़ाइन के भौतिक विज्ञान की समझ के प्रयोग से और सांख्यिकी डाटा के उपयोग से यह देखने का कि क्या इनसे वायु यान संरचना का वैचारिक खाका बना सकते हैं या नहीं एक बार जब यह हो जाता है तब शुरू करते हैं विश्लेषण और फिर इसकी जाँच और पुनर्मान्यता और पुनर्संरचना यह एक वृहद् कार्य है परन्तु केवल वही इसे करेंगे जो इस विशाल उद्यम को करने में समर्थ हैं जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं सांख्यिकी डाटा के उपयोग और साथ ही स्थिति की भौतिकी के बीच सामंजस्य बना सकते हैं अतः मैंने सोचा कि हम कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे और इस तरह कुछ पुरानी बातों पर लौटेंगे और कुछ नयी बातों को जोड़ेंगे देखें हमारा उद्देश्य क्या है हमने एक मिशन आवश्यकता से शुरू किया था अब कई तरह की मिशन आवश्यकताएं हैं पहली बात हमने की या जो हमें करनी चाहिए एक आधार रेखीय वायु यान का चुनाव या एक ऐसा एयरक्राफ़्ट जो ऐतिहासिक रूप से आपके मिशन की ज़रूरतों के अनुसार हो यह आपके लिए दिशा निर्देशक एयरक्राफ़्ट होगा और आप वैचारिक विमान के आयामों की तुलना इस के साथ कर सकते हो ऐसा करने में हमने पहले W0 का आकलन किया एक बहुत ही मोटा अनुमान हमने जो किया हमने अपनी मुख्य आवश्यकताएं कही टेक ऑफ क्लाइंब क्रूज इत्यादि फिर हमने कहा T0 एक संख्या है और इस कार्य में हमने आकलन किया कि एम्प्टी वेट फ्रैक्शन क्या है फ़्यूल फ्रैक्शन क्या है और कुछ हमने सांख्यकी से लिया और कुछ भौतिकी समझ का उपयोग किया जैसे कि रेंज के लिए लोइटेर के लिए और सामर्थ्य के लिए इत्यादि और अंत में हमने T0 का आकलन किया सकल टेक ऑफ वेट और उसमे हमने निश्चित किया कि जो भी T0 यहाँ उपलब्ध है या चाहिए हमारा अगला सवाल है थ्रस्ट लोडिंग के बारे में दो तीन मानदंडों से थ्रस्ट लोडिंग निकाला गया था कुछ मानों का आकलन किया गया था मान लें की यह है 04 और हमने बताया था कि TW का क्या तात्पर्य है क्योंकि TO महत्वपूर्ण है प्लेन के टेक ऑफ हेतु त्वरण के लिए और क्लाइंब रेट के लिए जब हम TW की चर्चा करते हैं हम कोशिश करते हैं TO को ठीक करने की और मैं भली भांति जनता हूँ कि जब वायु यान ऊपर चढ़ता है नीचे की ओर लगने वाला भर भी काम होते जाता है और घनत्व प्रभाव के कारण लगने वाला थ्रस्ट भी कम होते जाता है और अगर यह प्रोपेलर चालित वायु यान है तो हमें डायनामिक थ्रस्ट को भी इसी तरह बताना है फिर हमने यहाँ पर एक सह संबंध बताया है मान लें कि हमें TO के लिए संख्या ज्ञात है हमने TO पर भी चर्चा की हमारा ध्येय यहां अलग है जहाँ तक Vstall का सम्बन्ध है क्लाइंब रेट का सम्बन्ध है उड़ान का सम्बन्ध है मान लें कि यहाँ हमारे पास है 50 kg प्रति वर्ग मीटर हमारे पास है 100 kg प्रति वर्ग मीटर और मान लें यहाँ है 75 kg प्रति वर्ग मीटर प्रश्न है मेरा चुनाव क्या होगा आदर्श रूप से मुझे W by S का न्यूनतम मान लेना चाहिए न्यूनतम यानी हमारा विंग एरिया अपेक्षाकृत बड़ा होगा जिससे उत्तोलन विशेषतायों को बल मिलेगा पर आप यह भी समझते हैं कि विंग एरिया बढ़ने से ड्रैग से लगने वाला दंड भी बढ़ेगा और टर्निंग एक और समस्या होगी और वजन का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा ये समस्याएं जब हम वायु यान का डिज़ाइन कर रहे हैं वायु यान द्वारा अक्सर किये जाने वाले कार्यों के लिए होने वाले विचारों से बहुत बड़ी हो जाएगी अगर या यातायात विमान है तो हमें अधिक ध्यान इसके क्रूज पर इसकी पहुंच पर देना होगा और इस से अगर यह मान 100 kg प्रति वर्ग मीटर भी मिलता है तो मैं यह मान लेने को तत्पर रहूँगा क्यों देखें अगर मैं Vstall मानदंड से सम्मत न्यूनतम मान 50 kg प्रति वर्ग मीटर लेता हूँ और क्रूज कहता है इसे 100 kg प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए इसका क्या अर्थ है हम देखते हैं यह है क्रूज LW12V2SCL WS12V2SCL और जब हमने इसे 100 kg प्रति वर्ग मीटर निकाला है और क्रूज मान लें कि हमने माना है कि न्यूनतम वांछित थ्रस्ट जिसके लिए CLCD0K और हमने पहले ही कुछ आस्पेक्ट रेश्यो और CD0 मान लिया है विशेष कर शुरू करने के लिए आप मान सकते हैं 0021 0025 समस्या है कि अगर मैं WS को 50 kg प्रति वर्ग मीटर लेता हूँ जो कि Vstall criteria से मिलता है तो क्रूज मिशन किस प्रकार पूरा होगा अगर मैं यहाँ 50 kg प्रति वर्ग मीटर रखता हूँ जी हाँ आप इसको 98 से गुना कर सकते हैं अब अगर आप देखते हैं मुझे को डायनामिक प्रेशर को बढ़ाना है क्योंकि CL स्थिर है CL हैCD0K यह मुझे बताता है कि अगर मुझे इसे 50 kg प्रति वर्ग मीटर बनाना है तो इसे 100 ही लेना होगा अतः यह माँगेगा कि आपCD0K पर कम गति से उड़ सकते हो कम डायनामिक प्रेशर पर तब आप थ्रस्ट रिक्वायर्ड मिनिमम स्थिति को बना कर रख सकते हैं मैं फिर कहता हूँ कि क्रूज WS के लिए थ्रस्ट रिक्वायर्ड मिनिमम स्थिति के लिए यहाँ हमें मिल रहा है 100 kg प्रति वर्ग मीटर पर हमने 50 kg प्रति वर्ग मीटर ही लिया है जो स्टाल स्थिति को संतुष्ट करता है अगर मैं उसी मान को रख कर उसी स्थिति में उड़ान करता हूँ तो मैं निम्न डायनामिक प्रेशर अर्थात अधिक ऊंचाई पर या कम स्पीड के साथ या दोनों के साथ उड़ान करूँगा और तब आप को फेरबदल करना होगा अगर आप इसके विपरीत करते हैं तब आप WS को क्रूज वेल्यू लेते हैं क्योंकि आपका मिशन है क्रूज करना तो मैं इसे 100 kg प्रति वर्ग मीटर लूँगा इस स्थिति का क्या तात्पर्य है इसका मतलब है की जो WS 50 kg प्रति वर्ग मीटर था वह अब हो गया है 100 kg प्रति वर्ग मीटर कृपया ध्यान दें सुसंगत इकाइयों में इसे होना चाहिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जिसके लिए हमें kg प्रति वर्ग मीटर को g के साथ गुना करना होगा 50 की जगह हमने लिया 100 जिसका अर्थ है Vstall जो है Vstall2WSCLmax 50 kg प्रति वर्ग मीटर की स्थिति मिली थी WS के 50 kg प्रति वर्ग मीटर होने से और Vstall आपको CLmax के एक विशेष मान से मिला था क्योंकि Vs पर नियंत्रण लगा हुआ है अतः Vs को 50 नॉट्स से कम कोई संख्या होना है अगर मैं WS के 100 kg प्रति वर्ग मीटर लेकर डिज़ाइन करूँ तो आपका Vstall बढ़ जायेगा और इस से VTO भी बढ़ेगा Vland भी बढ़ेगा और आप ऐसा नहीं होने देंगे इस लिए क्या विचार आता है मैं 100 kg प्रति वर्ग मीटर को 98 से गुना कर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में बदल दूँगा पर एक और बंधन है की Vs 50 नॉट्स से कम हो मैं CLmax के मान को बदल दूँगा यानि मैं इसे अधिक करूँगा अर्थात मुझे एक ऐसा एरफोइल चाहिए जिसमें CLmax अधिक हो और हमें चाहिए एक और हाई लिफ्ट डिवाइस जिससे टेक ऑफ और वापस आते समय CLmax को स्थानीय रूप से बढ़ाया जा सके इन सारे संयोजनों से हम प्रयास करेंगे और आप हर घटक के साथ समझौता करेंगे और एक इष्टतम स्थिति को पाएंगे जो मेरे लिए समुचित होगा ऐसे विभेद डिज़ाइनर के समक्ष आते रहते हैं पर वह विभिन्न विभागों में से कुछ को महत्व देता है और एक सामंजस्य की स्थिति बनता है जिससे सभी सहमत होते है मैं आपको यह समझा रहा था तत्पश्चात W0का आकलन करने के और एक बार W0S को औचित्य देकर नियत करने बाद मैंने एक W0 के लिए एक संख्या चुन ली है मैं जनता हूँ कि S क्या है अतः मैं जनता हूँ SW क्या है यह मुझे मालूम है याद रखें जब हम W0 की गणना करते हैं हम विंग का कुछ आस्पेक्ट रेश्यो भी मान लेते हैं मां लें कि मैंने आस्पेक्ट रेश्यो को लिया है तक़रीबन 8 जो कि आप ने पहले भी लिया था जब हमने ईंधन खपत की गणना की थी तब आप पता करें कि स्पान क्या होगा कॉर्ड क्या होगा ये सब वैचारिक है तब स्वयं से पूछें कि आप प्रेरित ड्रैग को कम करना चाहते हैं तब मेरे विंग का कुछ टेपर रेश्यो होना चाहिए मैं इसे 0 5 रखूँगा जो कि वैचारिक स्तर पर बुरा नहीं है वैचारिक स्तर पर मैं जनता हूँ कि एक विंग डिज़ाइन करना है मैं सुनिश्चित करूँगा की रूट पार्ट टिप पार्ट से पहले स्टाल करे तो मैं कुछ वाश आउट दूँगा अर्थात मैं टिप पर कुछ नेगेटिव सेटिंग एंगल दूँगा मान लें यह ट्विस्ट करीब 3 डिग्री नीचे है ये संख्याएँ ऐतिहासिक डाटा से आती हैं न कि विश्लेषण द्वारा कृपया समझें ये आपकी आरंभिक संख्याएँ हैं उसके बाद आप विश्लेषण करते हैं कि आपको 3 चाहिए या 35 चाहिए या 4 चाहिए या 2 चाहिए या कुछ नहीं चाहिए क्योंकि एक अन्य चुनाव भी है कि आप ऐसी एरोफोइल ले हैं जिसके विभिन्न खण्डों पर CLmax और stall की अलग अलग गुणवत्ता होगी और फिर आप स्वयं से पूछें की क्या मैं एक स्वीप दे रहा हूँ अगर यह स्वीप है तो मैं टिप स्टाल से बचने के लिए क्या करता हूँ यह प्रश्न आप यहाँ पूछ सकते हैं इस तरह आप के लिए संक्षेप में वैचारिक स्तर पर यह विंग एरिया का एक विचार था और औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड क्या है और टेपर रेश्यो ज्ञात होने पर आप इसकी गणना कैसे करेंगे अब आपने विंग एरिया आस्पेक्ट रेश्यो इत्यादि को समझ लिया है अगला प्रश्न आता है फुसेलगे की लम्बाई कितनी हो पिछली कक्षा में हमने एक अच्छा सह संबंध बताया था कि फुसेलगे की लम्बाई होती है LaW0c और सेस्सना 206 and साइनस 912 के लिए हमने ऐसा दिखाया भी था अब आपको फुसेलगे की लम्बाई मिल गयी है इसलिए मैं आगे बढूंगा अगला प्रश्न आता है फुसेलगे की इस लम्बाई में C G कहाँ होगा साधारणतः मैंने आपको बताया है कि पारंपरिक वायु यान के लिए यह यहाँ से पूरी लम्बाई का 25 से 30 प्रतिशत लिया जा सकता है क्योंकि यह CG नितांत महत्वपूर्ण है आपके वायु यान के विंग की स्थापना के लिए टेल सहित सब कुछ इस CG पर निर्भर करते हैं क्योंकि इसी से स्थिरता तय होती है अधिकतर काम यात्रा के अधिकतर काम यहीं होते हैं क्योंकि अभी इस स्तर पर आपको भार वितरण की कोई अवधारणा नहीं है एक बार जब आप संबंधित सह संबंघीय डाटा का सांख्यिकी डाटा से विचार कर लेते हैं और देखते हैं कि CG कहाँ होना चाहिए अभी के लिए यह विचार बुरा नहीं है कि CG पूरी लम्बाई के कितने प्रतिशत पर है अब हम देखेंगे कि और क्या सूचनाएं हैं हम वैचारिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए W naught कितना है हमारा विंग एरिया क्या है हमारी औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड क्या है और अगला सवाल फुसेलगे की लम्बाई क्या है मान लें कि यह फुसेलगे की लम्बाई है और मैंने CG को इसके लगभग 30 प्रतिशत पर रखा है मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक सिमेट्रिक विंग डिज़ाइन कर रहा हूँ पहले मैं प्रयास करूँगा कि इसके ac और CG दोनों एक ही स्थान पर हों अर्थात विंग केवल लिफ्ट बनाने के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि हमने सिमेट्रिक विंग लिया है अतः कोई Cmac नहीं है जो नेगेटिव होगा सही मैंने इसे सरल बना दिया है मैंने विंग के ac और CG को एक ही स्थान पर लिया है इस लिए कोई अस्थिरकारक या स्थिरकारक घूर्ण नहीं बन रहा है अगला प्रश्न है हॉरिजॉन्टल टेल और वर्टीकल टेल का साइज क्या है और इनको कहाँ लगाना है भूले नहीं कि अब हम जानते हैं फुसेलगे की लम्बाई कॉर्ड विंग एरिया टेल के बारे इस जानकारी के लिए हम आपको कुछ दिशा निर्देश देंगे इसके लिए हमको टेल की भौतिकी को जानना है टेल वोल्यूम रेश्यो जो है VHStltSwc की महत्वपूर्ण भूमिका है और देखें कि मैंने बहुत चतुराई से विंग के ac और CG को एक ही स्थान पर लिया है ताकि जब मैं टेल को लगाऊं तो हॉरिजॉन्टलटेल का ac और यह दूरी जो कि वायु यान का CG है और साथ ही विंग का ac भी है तो इसे lt के रूप में परिभाषित करता हूँ सैद्धांतिक रूप से यह टेल के ac और विमान के CG के मध्य की दूरी है VH इत्यादि की चर्चा के पहले मैं निर्णय करता हूँ कि जहाँ तक हॉरिजॉन्टल टेल की बात है हम लोग सिमेट्रिक एरोफोइल व्यवहार करेंगे विंग के लिए हम अधिकतर कैमबर्ड एरोफोइल व्यवहार करते हैं मैंने उदाहरण दिया था सिमेट्रिक का ताकि शुरुआत में कोई जटिलता न हो पर हॉरिजॉन्टल टेल के लिए यह सिमेट्रिक ही है और हॉरिजॉन्टल टेल के आस्पेक्ट रेश्यो विंग के आस्पेक्ट रेश्यो से कम हो ताकि विंग पर स्टॉल पहले हो और टेल पर उसके बाद ताकि कुछ नियंत्रण यहाँ बाकी रहे और आस्पेक्ट रेश्यो के घटने से नीचे की तरफ लगने वाला स्वप्रेरित ड्रैग बढ़ता है जिस से स्टाल बाद में होता है एक बार VH का महत्व समझ लेने पर मैं सांख्यिकी डाटा का उपयोग करता हूँ और डिज़ाइन किये जा रहे वायु यान की श्रेणी के लिए जांचता हूँ मान लें कि मैं एक साधारण एविएशन का डिज़ाइन कर रहा हूँ मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने साधारण एविएशन के लिए VH जो कि Raymer की पुस्तक में CHT है और इसका मान उच्च दिशा में 07 है पर वैचारिक स्तर पर हमें थोड़ा ऊँचा मान ही लेना चाहिए इस CHT का क्या अर्थ है यह और कुछ नहीं बल्कि VH ही है जिसका मान 07 है और यह बराबर है VH07StltSwcw हमारा उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य है टेल साइज को पाना पर अब तक आपने इस मान का आकलन कर लिया है अब आपकी जरुरत है Stltका आकलन इसके लिए आपको मान मिलता है 07Swcw यह मान भी आपको मालूम है कितना है Stlt और lt के लिए आपके पास अन्य दिशा निर्देश है जो सांख्यिकी डाटा आधारित है मेरे पिछले व्याख्यान का उल्लेख करें जहाँ फ्रंट माउंटेड इंजन के लिए lt को फुसेलगे की लम्बाई का 60 प्रतिशत लिया गया था और विंग माउंटेड इंजन के लिए 55 प्रतिशत लिया गया था पर जब मैं करता हूँ मैं lt को 65 से 70 प्रतिशत लेता हूँ फुसेलगे की लंबाई का आप कह सकते हो 60 या 65 प्रतिशत 70 प्रतिशत वास्तव में आपको विभिन्न रूपांतरों को लेना चाहिए मैं इनमे से एक संख्या लेता हूँ और आप जानते हैं फुसेलगे की लंबाई जिस से lt मिल जाता है इस तरह Stlt आपको मालूम है जिस से St मिल जाता है अब आपको वैचारिक स्तर पर मालूम है कि हॉरिजॉन्टल टेल को कहाँ रखना है और इसका वैचारिक स्तर पर कितना एरिया होगा इस विन्दु पर हम अभी कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हैं इसके बाद स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वर्टीकल टेल का साइज क्या है कृपया समझें कि बार बार मैं यह दोहरा रहा हूँ कि ये सभी वैचारिक संख्याएँ हैं हम कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से विश्लेषण किस प्रकार करना है अभी आप अनुमान लगाने में पक्के हो रहे हो वर्टीकल टेल के लिए भी हम यही करते हैं यहाँ हम कोएफ़िशिएंट CVT का उपयोग करते हैं पिछली कक्षा में मैंने आपको जनरल एविएशन के लिए CVT के लिए संख्या 004 दी थी समझें जब आप CHT या टेल वोल्यूम रेश्यो को परिभाषित करते हैं stltsWc परन्तु वर्टीकल टेल के लिए इस को हमने इसे परिभाषित किया SVlvsWb सही इसी लिए आकार के क्रम यहाँ भिन्न हैं सही अतः एक बार CVT को जान लें तो मैं लिखूंगा 004 बराबर मान लें कि मैंने इस को उठाया है जो है 04SVlvsWb प्रश्न यह है क्या क्या lv बराबर है l t के एक वायु यान के लिए देखें अगर यह एम्पेन्नागे है तो कुछ संरचनाओं में हॉरिजॉन्टल टैल यहाँ होगा और वर्टिकल टेल यहाँ से शुरू होती है स्वभावतः अगर यह वर्टिकल टेल का ac है और CG यहाँ हैतब lv और lt एक हैं परन्तु वैचारिक स्तर पर हम कहेंगे कि दोनों बराबर हैं मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ गा एक तरह से मैं यह कहूँगा कि lv ज्ञात है आसानी से मुझे Sv मिल जायेगा और वर्टिकल टेल एरिया भी मालूम है एक बार यह संख्या मिल जाने पर हम दिए गए विमान के लाइन पुनर्निर्धारण कर सकते हैं कि वर्टिकल टेल एरिया का विंग एरिया के सापेक्ष इसका क्या अनुपात है और होरीज़ोनटल टेल एरिया का विंग एरिया के साथ क्या अनुपात है और यह भी देखना है कि इस प्रकार के वायु यानों के लिए यह अनुपात निकट आ रहा है या नहीं हमने होरीज़ोनटल टेल और वर्टिकल टेल के सम्बन्ध में चर्चा की पर अगर आप हॉरिजॉन्टल टेल को देखते हैं तो आप देखेंगे एलिवेटर्स सवाल उठता है एलिवेटर्स का एरिया दी गई हॉरिजॉन्टल टेल के लिए कितना होगा आप पाएंगे कि अधिकतर विमानों के लिए यह एलिवेटर्स और रडर रडर आप समझते यह अगर यह वर्टीकल टेल तो रडर यहाँ कहीं होगा विशेष रडर टेल कॉर्ड का 25 से 50 प्रतिशत होगा अर्थात अगर यह हमारी हॉरिजॉन्टल टेल है हम निकालेंगे 50 प्रतिशत की रेखा इस तरह यहाँ पर इसका 50 प्रतिशत क्षेत्र एलिवेटर्स और इस जैसी बारीक़ चीजों के लिए है ऐसा आप देखेंगे जब हम विश्लेषण करेंगे हम हॉरिजॉन्टल टेल का 25 से 50 प्रतिशत क्षेत्र कॉर्ड के सापेक्ष एलिवेटर्स और इस जैसी बारीक़ चीजों के लिए रखते हैं यह भाग मेरा एलिवेटर्स है और यह कुछ ऐसा लेते हैं मैं इसका मात्र 90 प्रतिशत ही एलिवेटर्स के रूप में व्यवहार कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ टिप लॉसेस होता है साथ ही एलिवेटर्स के साथ उच्च गति पर फ्लटर्स की भी समस्या होती है अगर आप देखते हैं की यह एलिवेटर्स जो हिन्ज लाइन पर घूमता है अगर CG पीछे है तो इसकी प्रकृति ऐसा करने की होगी इसके लिए हम कुछ अन्य बैलेंसेस करते हैं जिन्हे एयरोडायनामिक बैलेंस मास बैलेंस कहते हैं एक तरह से हम इसके प्रभाव को बेअसर करना चाहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे हमने अपनी स्टेबिलिटी की कक्षा में पहले बताया था पर यह वैचारिक बातों के लिए है आपको इसकी चिंता नहीं करनी है आपको यही चिंता करनी है कि एक बार हॉरिज़ॉन्टल स्टेबलाइजर एरिया मिल जाने पर मुझ को कितना एरिया एलिवेटर्स के लिए रखना है उत्तर सरल है कि आप एक 50 प्रतिशत की कॉर्ड लाइन लेते हैं तो यह लाइन 25 से 50 प्रतिशत के बीच होना चाहिए तो पहले इसको लेते हैं 40 प्रतिशत तो इस से क्या होता है हम तीन संरचनाएं बनाते हैं 25 प्रतिशत 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के लिए तब हम विश्लेषण करेंगे कि कौन सी बेहतर है इसी तरह हम रडर के लिए देखते हैं उच्च गति रडर उच्च गति एयर प्लेन रडर स्पान का करीब 50 प्रतिशत होगा और जहाँ तक कॉर्ड का सम्बन्ध है वह यह कि मैंने आपको जो भी कहा है कि वर्टीकल टेल कॉर्ड का 25 से 50 प्रतिशत पर हम देखेंगे कि उच्च गति के लिए स्पान का लगभग 50 प्रतिशत भाग वर्टीकल स्टेबलाइजर की तरह रडर में इस्तेमाल होता है एक रडर में और भी अन्य चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे कैसे सुनिश्चित किया जाये कि इसमें बेहतर स्पिन रिकवरी गुण हों जो कि डिज़ाइन की अंतिम या वैचारिक डिज़ाइन की दूसरी अवस्था में मुझे उन संख्याओं की जरुरत होगी अब इस वैचारिक स्तर पर नियंत्रण सतहों पर वापस आते हैं हमारे पास हैं विंग और आप अवगत हो कि अइलेरों से रोल कंट्रोल कैसे होता है और अइलेरों में आप पाएंगे कि स्पान का 90 प्रतिशत भाग अइलेरों की तरह इस्तेमाल होता है इतना प्रतिशत का वास्तविक व्यवहार वास्तव में नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं कि टिप स्टाल्स होते हैं जिनसे वोरटिसस बनते हैं अतः प्रभावकता ख़राब होती है पर आपको ध्यान होगा कि फ्लैप आदि उच्च लिफ्ट वाले उपकरण भी आपने लगाने हैं सो अब ऐसा होता है कि विंग के कुछ भागों में आप को हाई लिफ्ट डिवाइसेज बनाना है और बचे भागों में ही आप अइलेरों को लगा सकते हैं इस तरह ये हैं अइलेरों और ये हैं हाई लिफ्ट डिवाइसेज वैचारिक स्तर पर हमअइलेरों का साइज कैसे निश्चित करें आप Raymer की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का व्यवहार कर सकते हैं मैं आपको विशेष विमानों के लिए विशिष्ट संख्याएँ दूंगा जिनको आप पहचानेंगे मुझ को यह चित्र बनाने दें 02 04 06 08 यह है अइलेरों स्पान बटा विंग स्पान और यह है अइलेरों कॉर्ड बटा विंग कॉर्ड ऐतिहासिक प्रवृत्ति ऐसी ही है इन मानों को किस प्रकार व्यवहार करना है ये संख्याएँ उन पुस्तकों या साहित्य से आती हैं हम हमारे अइलेरों का साइज कैसे मिलेगा पहले तो हमें फ्लैप्स को विंग पर सुनिश्चित करना है बाकी बचे भाग में ही अइलेरों लगेंगे इससे ज्ञात होगा कि हमारे अइलेरों का स्पान विंग के स्पान का 50 से 90 प्रतिशत तक होगा जब मैं कहता हूँ 90 प्रतिशत तो इसका अर्थ है कि कोई भी हाई लिफ्ट डिवाइस नहीं है पर जब हम फ्लैप का व्यवहार करते हैं हम 50 प्रतिशत के सन्निकट होते हैं और अगर हम अइलरों स्पान और विंग स्पान का अनुपात जानते हैं तो आसानी से इस अनुपात को 06 लेंगे इस तरह हमें अइलेरों कॉर्ड और विंग कॉर्ड का अनुपात मिलता है क्योंकि मैं विंग कॉर्ड जानता हूँ इस लिए मैं यहाँ से अइलेरों कॉर्ड निकल सकता हूँ यह मुझे वैचारिक स्तर पर एक अच्छा अनुमान देता है यह भी समझें कि उच्च गति वायु यान के लिए अगर आप पारंपरिक अइलेरों का व्यवहार करते हैं तो उच्च गति पर आप इसको यहाँ नीचे एक विस्थापन देते हैं ऊपर इस तरह बैंक करने के लिए उच्च गति पर यह विंग नीचे की तरफ ट्विस्ट हो सकता है और इस तरह से एक ट्विस्टिंग मोमेंट पैदा हो सकती है ऐसे में यह वाम दिशा में बैंकिंग न दे कर दाहिनी दिशा में बैंकिंग कर सकता है इसे हम अइलेरों रिवर्सल कहते हैं अतः उच्च गति विमान के लिए स्पॉइलरों व्यवहार करते हैं स्पॉइलरों की आवश्यकता लिफ्ट को पारंपरिक तौर से लाभ देने के लिए होती है इनका प्रयोग लैंडिंग में भी होता है पर अब आप देख सकते हो ये विंग के एक साइड में लिफ्ट को कम कर देते हैं अतः एक बैंक एंगल बनता है और इस से हम हाई स्पीड अइलेरों रिवर्सल से बच जाते हैं इस तरह इन सारे सम्मिश्रण का व्यवहार करते हैं और साधारणतः विंग पर स्पॉइलरों का व्यवहार करते हैं और यह है लाइन ऑफ़ मैक्सिमम थिकनेस जिसके पीछे स्पॉइलरों को लगाया जाता है पॉइंट ऑफ़ मैक्सिमम थिकनेस के पीछे इन सभी पर आगे विस्तार में चर्चा होगी पर आप को यह समझाना है कि इस के पीछे की भौतिकी ये सभी एक रोलिंग मोमेंट बनाते हैं जो अरेखीय होते हैं जिससे लिफ्ट बढ़ती है जिसका प्रभाव अरेखीय होता है ये छोटे छोटे सुधार हैं जिनको व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही अच्छी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की जरुरत होती है आज के व्याख्यान में मैंने प्रयास किया कि संक्षेप में आपको बतलाऊँ किस प्रकार वैचारिक स्तर पर बिना किसी सूत्र केआप कैसे एक वायु यान का विचार करते हैं साथ ही आपको समझाना है कि किस तरह एलीवेटर या रडर को कार्य कुशल बनाएँगे ताकि मैं वायु यान को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जा सकूं इसके लिए मेरे एलीवेटर का साइज क्या होना चाहिए ताकि सही ढंग का एलीवेटर नियंत्रण शक्ति मिल सके इस पर मैं कल बात करूँगा एक उदाहरण के साथ शुरू कर एक सांख्यिक समस्या और फिर वापस आकर देखेंगे कि किस प्रकार हम समझ को एक एलीवेटर के डिज़ाइन में बदलेंगे और इसी तरह रडर को डिज़ाइन करने के लिए करेंगे